ठीक है अब हम अपनी पिछली समस्या पर वापस जाएंगे इसलिए हम इसे एक बार देखेंगे और अच्छी तरह से डोमेन अनुक्रमटाइम डोमेन सीक्वेंस कहेंगे जब वे अलग होते हैं और यह विशेष मामला समान होता है तो आइए देखें कि हम वास्तव में सैंपल रेटसैंपलिंग रेट परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में क्या करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मैं आपको सही तरीके से समझता हूं अब अगर मैं इनपुट सीक्वेंस लेता हूं और मैं एक सैंपलिंग रेटपरिवर्तन करता हूं तो मैं इस विशेष मामले में एक नया सिग्नल उत्पन्न करता हूं X1 n सख्ती से सैंपलिंग रेट परिवर्तन को संतुष्ट नहीं करता है क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे सही सैंपलिंग रेट मिला है लेकिन स्पेक्ट्रली सही नहीं है तो आप स्पेक्ट्रल करेक्टनेस कैसे प्राप्त करते हैं या आप समान इनपुट सिग्नल को कैसे प्राप्त करते हैं जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को एक फ्रीक्वेंसी पर सैंपल किया जाता है तथा उसी कंटीन्यूअस टाइम सिगनल को दूसरी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसलेट किया जाता है यह तभी संभव है यदि आप प्रत्येक के साथ फ़िल्टरिंग के सभी स्टेप को जोड़ते हैं तो आपको वापस जाना चाहिए और हमने कक्षा की शुरुआत में उल्लेख किया कि फ़िल्टरिंग का एक कॉन्बिनेशन है जोअप सैंपलिंग के साथ जुड़ा हुआ है एक फ़िल्टरिंग है जो डाउन सैंपलिंग के साथ जुड़ा हुआ है अगर हम दोनों करते हैं और वास्तव में चूंकि आपने सवाल पूछा था तो यह उस विशेष उत्तर के लिए एक अच्छी जगह है तो चलिए हम केस लेते हैं ठीक इसलिए मैंने सिग्नल को x n कहा है जो कि 12 किलोहर्ट्ज़ पर है बस हमें स्पेक्ट्रम 6kHz से 6 kHz की तरह दिखता है इसका सैंपल 12 किलोहर्ट्ज़ पर है मूल रूप से न्यूक्विस्ट सैंपलिंग है तो यह 12 किलोहर्ट्ज़ है इसलिए यदि मैंने इसे डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में व्यक्त किया तो यह 2 π होगा यह −π होगा इसलिए आपका सिग्नल π से के बीच है और आपने इसे न्यूक्विस्ट दर पर सैंपल किया है इसलिए स्पेक्ट्रम ने पूरी तरह से π से तक स्पेस औक्कूपाई किया है अब यह वही है जो मैं फ्रेक्शनल सैंपलिंग रेट परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से एक और सिग्नल में अनुवाद करना चाहता हूं तो यह एक फ्रेक्शनल सैंपलिंग रेट परिवर्तन है सैंपलिंग रेट कन्वर्जन है ठीक और मैं एक और सिग्नल प्राप्त करना चाहता हूं जो x n है जो 16 किलोहर्ट्ज़ पर है तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि हम क्या हैं यह वही समस्या है जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मुझे 6kHz से 6 kHz के बीच का मूल स्पेक्ट्रम चाहिए न्यूक्विस्ट के सैंपल के बजाय मेरे पास अब एक गैप है क्योंकि मैंने इसे 16 किलोहर्ट्ज़ सैंपल करने के लिए चुना है तो यह 10 किलोहर्ट्ज़ पर होगा यदि यह 2 है तो यह π है और यह 8 किलोहर्ट्ज़ से मेल खाता है तो यह 8 किलोहर्ट्ज़ से मेल खाता है तो इन स्पेक्ट्रल प्रतियों के बीच थोड़ा सा अंतर है इसलिए जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि हमें 3 के फैक्टर से डाउनसैंपलिंग करना होगा 4 के फैक्टर से अपसैंपलिंग तो केस एक मैं 3 के फैक्टर द्वारा डाउनसम्पलिंग करना चाहूंगा जो कि डाउनसम्पलिंग के बाद सबसे पहले अपसम्पलिंग है हमने कहा कि हमें संबंधित फ़िल्टरिंग का परिचय देना होगा तो इसका मतलब है कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन एंटी एलियस फ़िल्टर होगा एंटी एलियस फ़िल्टर के बाद 3 के फैक्टर द्वारा डाउनसम्पलिंग और उसके बाद 4 के फैक्टर द्वारा अपसम्पलिंग उसके बाद इंटरपोलेशन फ़िल्टर इंटरपोलेशन फ़िल्टर जो अवांछित छवियों को हटा देगा इंटरपोलेशन फिल्टर है ठीक तो यह संचालन का क्रम है जो मैं देखना चाहता हूं कि क्या होता है इनपुट स्पेक्ट्रम का क्या होता है इसलिए सबसे पहले अगर मैं 3 के फैक्टर से डाउनसैंपल करना चाहता हूं तो एंटीएलियासिंग फिल्टर पहले से ही निर्दिष्ट है एंटी एलियासिंग फिल्टर−π 3 से 3 तक चला जाएगा अब समस्या यह है कि यह पहले से ही न्यूक्विस्ट दरों पर सैंपल है इसलिए इनपुट सिग्नल न्यूक्विस्ट दर पर सैंपल लिया गया है लेकिन यदि आप मुझे 3 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपल करने को कहे रहे हैं तो मैं एंटी एलियासिंग फ़िल्टर लागू करने जा रहा हूं तो परिदृश्य यह है कि 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग अगर पर 6 kHz से मेल खाती है तो मूल रूप से यह फ़िल्टर 2kHz से 2kHz तक सही रहेगा और फिर 3 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपल कर देगा इसलिए अब इस बिंदु पर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम उस बिंदु पर निम्नानुसार होने जा रहा है डाउनसैंपलिंग के बाद यह है यह π है और यह 2 है इसलिए मूल रूप से मैंने स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को एंटी अलियासिंग फिल्टर के कारण काट दिया है तब डाउन सैंपलिंग प्रक्रिया ने मूल रूप से सिग्नल स्ट्रेच और इसलिए अब यह π से के बीच में बैठा है ठीक अब मैं 4 के फैक्टर द्वारा सैंपलिंग करता हूं इसलिए इस बिंदु पर स्पेक्ट्रम इस तरह दिखने वाला है इनपुट स्पेक्ट्रम 4 से π 4 तक सीमित हो जाएगा क्योंकि आपको Z4 मिलेगा तो मुझे 3 प्रतियाँ मिलेंगी जो k 123 हैं और फिर आपको 2मिलेंगे तो बस इन लाइनों को ड्रा करें तो यह k 01 23 से मेल खाता है और इंटरपोलेशन फ़िल्टर −π 4 से 4 के बीच जाने वाला है और बाकी सब कुछ बाहर निकालता है तो सभी तरह से तो यह हट जाएगा यह हट जाएगा यह हट जाएगा तो इस बिंदु पर कमजोर निर्माण संकेत निम्नलिखित स्पेक्ट्रम के है इसी से यह मिला है अनुरूप फ्रीक्वेंसी −2kHz से 2kHz 4 6 810 1214 kHz है और इस बिंदु पर इसे प्रतिलिपि मिल गई है यह 16 पर है यह 14 पर है यह 18 पर है आइए हमने जो किया है उसका मूल्यांकन करें मुझे उम्मीद है कि जो ड्रा किया गया है उससे आप सहज हैं 2 kHz और 6 kHz के बीच एक छवि थी 6 kHz और 10 kHz के बीच एक दूसरी छवि 10 kHz और 14 kHz के बीच एक तीसरी छवि उन 3 को फ़िल्टरिंग प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया गया अब आपकी सेंपलिंग दर 16 किलोहर्ट्ज़ है अंतिम सेंपलिंग दर जवाब हां है सही है आप उसके लिए एक टिक मार्क दे सकते हैं क्या आपने एलियासिंग से बचा था तो नो एलियासिंग की स्थिति टिक मार्क हां क्योंकि हमने एंटी एलियासिंग फिल्टर के साथ सही तरीके से फ़िल्टरिंग किया था सिग्नल की कोई विकृति या मूल रूप से हमें वह नहीं मिला जो हम प्राप्त करना चाहते थे जवाब न है डिस्टॉर्शन जवाब नहीं है और इसका कारण यह है कि आप कभी भी डाउनसेंपलिंग करते हैं सबसे पहले जानकारी के नुकसान का जोखिम है जो बहुत अच्छी तरह से सचित्र है कि हां आपने जानकारी खो दी थी क्योंकि आपने एंटी एलियासिंग फ़िल्टरिंग किया था इसलिए आप एलियासिंग समस्याओं में नहीं भागे लेकिन हमने जो कीमत अदा की वह जानकारी का नुकसान है अब दूसरी तरफ क्या आपने पहले अप सैंपलिंग की थी देखने के लिए बहुत दिलचस्प है आप जानते हैं और हम इसे बहुत जल्दी ड्रा करेंगे इसलिए यदि आपने 4 के फैक्टर द्वारा अपसेंपलिंग किया था उसके बाद इंटरपोलेशन फ़िल्टर इंटरपोलेशन फ़िल्टर तो आपको इसे डाउनसेंपलिंग द्वारा अनुसरण करना होगा इसलिए डाउन सैंपलिंग कहती है कि इसे एंटी एलियासिंग फिल्टर के माध्यम से पास करें AA फिल्टर पहले इसके बाद डाउन सैंपलिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करें कि इनपुट सिग्नल −π 3 से 3 तक सीमित है और फिर डाउन सैंपलिंग करें और फिर आपको वह संकेत मिलना चाहिए जो हमारे हित में है ठीक तो यहाँ एक त्वरित माध्यम से चलना है बस हम इसे स्पेक्ट्रल डोमेन में करेंगे जो हमारी मदद करता है तो अपसेंपलिंग प्रक्रिया के बाद पहला कदम मुझे सिग्नल की 4 प्रतियां मिलती हैं इसलिए इनपुट सिग्नल 12 किलोहर्ट्ज़ पर था इसलिए जब मैं 4 के फैक्टर से अप सैंपल करता हूं तो यह 48 किलोहर्ट्ज़ हो गया तो यह अभी भी 6 किलोहर्ट्ज़ है यह अब मेरे लिए 2 हो गया है यदि यह 2 π है तो यह बिंदु 4 है क्या मैं सही हूं तो प्रक्रिया का पहला चरण यहाँ है इंटरपोलेशन फिल्टर के बाद अब दूसरा चरण है इंटरपोलेशन फिल्टर का कहना है कि यह एक ब्रीक वॉल फिल्टर 4 से 4 है जो तब इन सभी छवियों को हटा देगा और फिर आपके लिए इसे बनाए रखेगा तो इस बिंदु पर स्पेक्ट्रम इस तरह दिखता है यह 6kHz से 6 kHz तक 48 किलोहर्ट्ज़ के सैंपल की दर से है या आप इसे डिस्क्रीट टाइम में लिख सकते हैं तो यह 2 से मेल खाता है यह 4 और π 2 से मेल खाती है π कहीं बीच में है ठीक है यह कड़ाई से पैमाने पर नहीं है अब एंटी एलियासिंग फिल्टर की भूमिका क्या है एंटी एलियासिंग फिल्टर कहता है कि जो कुछ भी इनपुट सिग्नल है फिल्टर से आ रहा है जो 3 से π 3 है ठीक 48 kHz 2 π है 24 है इसलिए यह वास्तव में 8kHz से 8 kHz के बीच है यह एंटी एलियासिंग फ़िल्टर है अब एंटी एलियासिंग फिल्टर कुछ कर रहा है इसे फ़िल्टर करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले से ही इंटरपोलेशन फिल्टर ने इसकी सही देखभाल की तो यह वास्तव में रिडण्डेण्ट है यह वास्तव में इस संदर्भ में कुछ भी नहीं किया था तो मैं डाउन सेंपलिंग कर रहा हूं है डाउन सेंपलिंग मूल रूप से कहता है कि यह फ्रीक्वेंसी जो 8 किलोहर्ट्ज़ से मेल खाती है वो वास्तव में 3 है जो के समान है इतनी प्रभावी रूप से डाउनसैंपलिंग प्रक्रिया के आउटपुट पर क्या होता है इनपुट सिग्नल −6kHz से 6 kHz −8kHz से 8 kHz तक जाता है यह वास्तव में फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग के कारण नया हो जाता है यह है ठीक और फिर सिग्नल की एक और कॉपी 2 पर होगी 2 पर सिग्नल की एक और कॉपी अगर यह 8 kHz है तो 2 16 kHz होगा ठीक है मुझे यह हरे रंग में लिखने दे और लाल रंग में हमें 16 किलोहर्ट्ज़ लिखना है ठीक जो हम चाहते थे तो याद रखने वाली 2 बातें है हमेशा संबंधित फिल्टर के साथ इंटरपोलेशन या अपसेंपलिंग को बनाए रखें क्योंकि वे 2 सेंपलिंग दर रूपांतरण प्रक्रिया में साथ में होते हैं यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक पूर्णांक सेंपलिंग रेट रूपांतरण है तो हम इसे केवल शून्य मूल्यवान सेंपलिंग को सम्मिलित करने के रूप में नहीं देखना चाहते हैं हम इसे शून्य मूल्यवान सैंपलो के सम्मिलन के बाद फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं ताकि आपको इंटरपोलेटेड संकेत मिले इसी तरह डाउनसैंपलिंग अधिक सीधा है क्योंकि आप सिर्फ कुछ नमूनों को बनाए रखते हैं लेकिन हम हमेशा एंटी एलियासिंग फिल्टर को जोड़ते हैं यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप एलियासिंग के कारण होने वाली विकृतियों में नहीं चाहते हैं तो उम्मीद है यह एक बहुत ही उपयोगी दिलचस्प उदाहरण और एक्सरसाइज है अब अगला कदम जो मैं चाहता हूं कि आप शायद इसे देखें आप इस पर खुद से विचार करना शुरू कर सकते हैं हमारी पहले की चर्चा के केस 2 पर केस 1 विशेष केस 1 L M था तो अब मैं आपको जो करना चाहता हूं उस विशेष उदाहरण पर वापस जाएं और केस 2 देखें जहां L≠M अब जैसे हमने पिछली बार किया था कृपया Y1 के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करें Y2 के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करें और स्पष्ट रूप से हमें सक्षम होना चाहिए वे सामान्य रूप से समान नहीं होंगे लेकिन ऐसे विशेष मामले होंगे जहां वे समान होंगे और इस विशेष मामले को M 3 और एल 4 द्वारा संतुष्ट होना चाहिए यह एक उदाहरण है जहां हमने देखा कि आउटपुट सिग्नल समान हैं तो कृपया इस पर एक नज़र डालें और हम आगे होने वाले लेक्चर में इस पर निर्माण करेंगे इसलिए मुझे केवल महत्वपूर्ण बिंदु के साथ समाप्त करना चाहिए जिसे हम जाते समय ध्यान में रखते हैं तो डीएसपी में आपके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं डीएसपी में बिल्डिंग ब्लॉक आपने डिले को देखा आपने डिले को देखा है आप ऐडीशान ब्लॉकों को देखा आपने स्केलिंग को देखा यदि आप α लेते हैं और यदि यह x n है तो यह αx n एक स्केल फैक्टर है तो यह इनपुट और आउटपुट है और निश्चित रूप से आपने भी कई गुणा का सामना किया होगा इस ब्लॉक को हमें छोड़ना होगा क्योंकि हम समय अलग अलग ब्लॉकों से निपट रहे हैं इसलिए डिले वास्तव में एक समस्या पैदा करने वाली है अब यह ब्लॉक मल्टी रेट संदर्भ में कोई समस्या पैदा नहीं करता है यह कोई समस्या का कारण नहीं है यह किसी भी समस्या का कारण नहीं है तो मूल रूप से इन 3 तत्वों के किसी भी परस्पर संबंध के साथ साथ मल्टीरेट ब्लॉक भी हैं मल्टीरेट ब्लॉक L के फैक्टर द्वारा अपसेंपलिंग है M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग है सबसे सामान्य रूप यह संयोजन एक शक्तिशाली होने वाला है जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं अब जब डिले आता है तो हमें थोड़ा सावधान रहना होगा तो हमारे लिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के इंटरकनेक्शन मल्टीरेट ब्लॉक के साथ हैं हम सिर्फ यह बताएंगे कि इन 3 ब्लॉक के साथ आपके पास मौजूद सभी प्रॉपर्टीज मल्टीरेट डोमेन में फॉरवर्ड होती हैं मूल रूप से ऐडीशन मतलब है लिनियेरिटी स्केलिंग फिर से लिनियेरिटी को संदर्भित करता है और मल्टीप्लिकेशन एक मेमोरी लेस्स ऑपरेशन है जिसे आप मल्टीरेट ब्लॉकों की उपस्थिति में भी कर सकते हैं इसलिए हम इस पर विस्तार करेंगे इस तथ्य पर विस्तार करेंगे कि आप डाउनसेंपलिंग और अपसेंपलिंग को कब इंटरचेंज कर सकते हैं और फिर आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं बस बिल्डिंग ब्लॉक्स को डोमेन में छोड़ दें जहां आपके पास फ़िल्टरिंग भी है मूल रूप से ये डिले एलिमेंट्स भी खेल में आ रहे हैं तो वो अगला कदम होगा जिसे हम देखेंगे धन्यवाद